नमस्कार टू फेज फ्लो एंड हीट ट्रांसफर के अठारहवें व्याख्यान में आपका स्वागत है यहां आज हम कंडेनसेशन हीट ट्रांसफर के बारे में चर्चा करेंगे तो आइए देखते हैं इस व्याख्यान के अंत में आप ड्रॉप वाइज और फिल्म कंडेनसेशन के बीच बुनियादी अंतर को समझेंगे हम ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन में हीट ट्रांसफर गुणांक का पूर्वानुमान लगाएंगे हम ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन के दौरान ड्रॉपलेट के परस्पर क्रिया की क्रियाविधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब फिल्म कंडेनसेशन एक ऊर्ध्वाधर सतह पर हो रहा हो तो हम वेलोसिटी और टेम्परेचर प्रोफ़ाइल का पता लगाएंगे हम यह भी देखेंगे कि ऊर्ध्वाधर सतह पर कंडेनसेट रेट और फिल्म की प्रोफाइल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है तो आइए कंडेनसेशन की परिभाषा से शुरू करें तो कंडेनसेशन हीट ट्रांसफर का एक मोड है जिसमें वास्तव में सतह पर हम पता लगाएंगे कि हीट ट्रांसफर के कारण गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगी ठीक है तो यहां आपको पता चलेगा कि सतह का टेम्परेचर वास्तव में सेचुरेशन टेम्परेचर से कम होगा ठीक है अब यदि हम व्यापक रूप से कंडेनसेशन को वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं तो यह पता चलेगा कि इसके 2 मोड हैं एक को फिल्म वाइज कंडेनसेशन कहा जाता है और दूसरे को ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन कहा जाता है तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि फिल्म कंडेनसेशन क्या है तो फिल्म कंडेनसेशन में इस प्रकार की अधिकांश फिल्म कंडेनसेशन हम ऊर्ध्वाधर सतह पर देखते हैं तो यहाँ मैंने आपको ऊर्ध्वाधर सतह का एक आरेख दिखाया है तो मान लें कि यह वह सतह है जिसका टेम्परेचर किसी दिए गए प्रेशर के सेचुरेशन टेम्परेचर से कम है ठीक है अब इस सतह का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कम हैTs T तो आप पाएंगे कि कंडेनसेशन के कारण एक लिक्विड फिल्म बन रही है ठीक है कंडेनसेशन का अर्थ है यह वेपर से लिक्विड बना रहा होगा तो आप पाएंगे कि यह लिक्विड इस ऊर्ध्वाधर सतह पर एक फिल्म बना रहा है ठीक है तो फिल्म कंडेनसेशन के मामले में आप पाएंगे कि पूरी सतह वास्तव में कंडेंसट से ढकी हुई है ऐसा नहीं है कि स्थानीय रूप से सतह लिक्विड से ढकी होती है यह पूरी तरह से ढकी होती है जो सतह से लगातार बहती है और वेपर और सतह के बीच हीट ट्रांसफर के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है क्योंकि यह फिल्म ठंडी सतह के संपर्क में आने के लिए वेपर के बीच किसी प्रकार के प्रतिरोध के रूप में कार्य करेगी तो आप पाएंगे कि यह किसी प्रकार का प्रतिरोध दे रहा है तो यह थर्मल प्रतिरोध छोटी ऊर्ध्वाधर सतहों और क्षैतिज सिलेंडरों के उपयोग के माध्यम से कम हो जाता है यदि आप जानना चाहते है तो इस फिल्म बॉयलिंग को हटा दें तो हमें सतह पर क्या करने की आवश्यकता है हमें कुछ प्रकार के क्षैतिज सिलेंडरों को कुछ प्रकार के संलग्नक के रूप में देने की आवश्यकता है ताकि फिल्म टूट जाए और आप एक बार फिर अपने ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन मोड पर वापस जा सकें जहां गैस आपकी सतह के सीधे संपर्क में आ सकती है ठीक है और इस प्रकार की फिल्म बॉयलिंग आप उस सतह पर देख सकते हैं जहां आप पाएंगे कि सतह साफ है और आपके पास कोई कंटैमिनेशन नहीं हैं ठीक है तो चलिए एक और संस्करण देखते हैं तो ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन तो आप ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन में देखते हैं यहां मैंने आपको ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन एक चित्र में दिया है आप सतह पर पता लगा सकते हैं कि आपके पास लिक्विड की बहुत सारी ड्रॉप्लेट्स बन रही हैं ठीक है अब यह ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन अधिकांश समय आप एक क्षैतिज सतह पर पा रहे होंगे ठीक है लेकिन यहां मैंने आपको एक उदाहरण दिया है यह आपको पिछले और इस के बीच तुलना देने के लिए है कि हम एक बार फिर एक ऊर्ध्वाधर सतह ले रहे हैं और आप पता लगा सकते हैं कि वास्तव में कंडेनसेशन के कारण बहुत सारी ड्रॉप्लेट्स बन रही हैं तो गैस लिक्विड में परिवर्तित हो रही है अब इस प्रकार के ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन में आप पाएंगे कि सतह बूंदों से ढकी हुई है और बूंद का आकार एक विस्तृत विविधता से होगा ठीक है तो यह कुछ माइक्रो मीटर से शुरू होगा ठीक है और आप जानते हैं कि इन बूंदों के ढेर इस बूंद को नग्न आंखों से भी दृश्यमान बना रहे होंगे ठीक है यहां मैंने आपको 1 विशिष्ट उदाहरण दिखाया है पिछले मामले में हमने जो कुछ भी देखा है अब यह थर्मल प्रतिरोध निरंतर फिल्म की अनुपस्थिति के कारण बहुत कम हो गया है फिल्म कंडेनसेशन और सतह कोटिंग के मामले में आप ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन को रोकने गीला करने और प्रेरित करने के लिए सरफेस कोटिंग कर सकते हैं यदि सतह बहुत ज्यादा गीली स्थिति में है जिसका अर्थ है कि यह सतह पर बूंद को निचोड़ने के लिए कह रही है तो आप पाएंगे कि ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन को प्राथमिकता दी जा रही है अब देखते हैं कि ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन के मामले में हीट ट्रांसफर की गणना कैसे की जा सकती है तो यहां मैंने आपको एक ऐसी स्थिति दिखाई है जहां तांबे की सतह पर भाप के लिए कंडेनसेशन ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन का पूर्वानुमान किया जा रहा है तो इसे q को ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन के लिए हीट ट्रांसफर गुणांक के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है अब यह hdc बहुत महत्वपूर्ण है यह ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन में हीट ट्रांसफर गुणांक है यह सतह के टेम्परेचर पर निर्भर करता है इसलिए यदि सैचुरेशन टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो हम गुणांक को के रूप में लिख सकते हैं और यदि सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री से अधिक है तो आप इसे एक स्थिरांक के रूप में लिख सकते हैं जिसका मान वास्तव में है ठीक है एक बार जब आप हीट ट्रांसफर गुणांक को जान लेते हैं तो आप इस समीकरण पर वापस जा सकते हैं ताकि ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन हीट फ्लक्स प्राप्त किया जा सके ठीक है आगे देखते हैं कि ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन में ये ड्रॉप्लेट्स एक सतह पर कैसे व्यवहार कर रही होंगी तो ड्रॉप्लेट्स के विकास के विभिन्न चरण तो आप पता लगा रहे होंगे कि शुरुआत में ड्रॉप्लेट्स सतह पर न्यूक्लियेट कर रही होगी इस समय ड्रॉपलेट बहुत छोटे आकार की होगी एक माइक्रोन की सीमा में और फिर आपको पता चल जाएगा कि शुरू में वे ड्रॉप्लेट्स उसके चारों ओर अधिक से अधिक कंडेनसेशन के कारण आकार में बढ़ रही होंगी तो यह वास्तव में उस तरफ के कंडेनसेशन के कारण अपना आकार बढ़ा रहा है ठीक है और फिर कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि जब भी इन ड्रॉप्लेट्स का आकार बढ़ता जा रहा होगा तो हम साथ साथ 2 बूंदों को देखेंगे जो एक साथ रह रही हैं वे वास्तव में आपस में विलीन हो रही हैं या आपस में एकीकरण कर रही हैं ठीक है तो आप पाएंगे कि एकीकरण इस तरह होता है यहां आप देखते हैं कि एकीकरण होता है और बूंद आकार में बड़ी और बड़ी हो जाती है एक बार फिर इतने बड़े आकार की बूंदें आप पा सकते हैं ठीक है लेकिन साथ ही अगर यह एक ऊर्ध्वाधर सतह पर है तो आपको पता चल जाएगा कि आकार में वृद्धि के साथ ड्रॉपलेट गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का भी सामना कर रही है तो आप कभी कभी पता लगा सकते हैं कि ड्रॉपलेट भी सतह से हट रही है ठीक है तो आप किसी समय यह पता लगा रहे होंगे कि जब भी यह आकार में बढ़ रही है तो कुछ ड्रॉपलेट सतह से भी निकल सकती है ठीक है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बूंद का नुकसान भी बहुत महत्वपूर्ण है इसके अलावा उसी समय आप सतह पर पाएंगे कि और छोटे न्यूक्लियेशन अभी भी जारी हैं ठीक है वे ड्रॉपलेट के मूल्यांकन के विभिन्न चरण हैं और आप इनका पता लगाएंगे यदि आप इस तरफ आगे भी जारी रखते हैं फिर एक बार जब आप एक बार इससे बाहर आएंगे तो आप पाएंगे कि वे सभी ड्रॉप्लेट्स वास्तव में सतह पर एक फिल्म बना रही हैं और इसे फिल्म वाइज कंडेनसेशन में बदल दिया गया है ठीक है आगे हम अगला उपखंड देखते हैं जिसमें मैंने पहले ही फिल्म वाइज कंडेनसेशन बताया है तो आइए हम यह देखने का प्रयास करें कि फिल्म बॉयलिंग ड्रॉप वाइज कंडेनसेशन से कैसे अलग है तो यहाँ मैंने आपको वह उर्ध्वाकार सतह दिखाई है जिस पर फिल्म बन रही है यह आपकी लिक्विड फिल्म है जो आपके कंडेनसेशन के कारण बन रही है तो यहाँ परिधि में आपके पास वेपर है जो सतह के संपर्क में आने का अनुमान है और फिल्म बनाता है ठीक है तो इस वेपर को मैंने v और लिक्विड को l माना है तो अब पहले यदि आप इस सतह पर टेम्परेचर पैटर्न और वेलोसिटी पैटर्न को खोजने का प्रयास करते हैं तो आइए यह देखने का प्रयास करें कि टेम्परेचर का क्या होता है हम सभी जानते हैं कि वेपर का टेम्परेचर अधिक होगा और स्पष्ट रूप से सतह का टेम्परेचर कम होगा जो कंडेनसेशन के लिए आवश्यक है तो आप यह पता लगा रहे होंगे कि टेम्परेचर में वेपर की ओर से ठोस सतह तक एक सहज गिरावट होगी जहां यह प्राप्त करेगा जो सतह के टेम्परेचर के अलावा और कुछ नहीं है और यहाँ यह प्राप्त करेगा जो कि है जिसे आप कह सकते हैं जो फ्री स्टीम वेपर टेम्परेचर है ठीक है अब इंटरफेस पर आप पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर की प्रकृति भी निरंतर है ठीक है अब यदि आप वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं तो स्पष्ट रूप से वाल पर आप पाएंगे कि वहां नमी की स्थिति है तो यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है जाहिर है दूसरी ओर जब गैस के बल्क में भी आपकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी तो यहाँ आप एक बार फिर से देखते हैं कि वेलोसिटी 0 है तो बीच में जो भी फिल्म बन रही है वह नीचे की दिशा में जा रही है तो आप फिल्म में एक डाउनवार्ड वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं ठीक है और इंटरफेस में आप पाएंगे कि ईनर्शिया के कारण नीचे गिरने वाला लिक्विड नीचे की दिशा में कुछ मात्रा में गैस भी ले जा रहा है और वेलोसिटी में निरंतरता है इसलिए वेलोसिटी की कोई अनिरंतरता नहीं है इसलिए आपको वेलोसिटी प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह का मिलेगा दिलचस्प रूप से सबसे ज्यादा वेलोसिटी आप लिक्विड फिल्म डोमेन के अंदर कहीं पा सकते हैं ठीक है तो आइए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस कंडेंसेट रेट का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ठीक है का अनुमान लगाया जा सकता है और साथ ही फिल्म नेचर डेल्टा या फिल्म मोटाई नेचर का भी अनुमान लगाया जा सकता है ठीक है डेल्टा फिल्म की मोटाई है तो यह फिल्म की मोटाई आपकी रेट के संबंध में कैसे बदलती है ठीक है तो ऐसा करने के लिए हम वेपर के साथ साथ लिक्विड के लिए किसी प्रकार की गणितीय गणना करेंगे आइए वेपर से शुरू करें तो आगे के किनारे पर क्या हो रहा होगा जिसका मतलब है कि जिस बिंदु से यह फिल्म शुरू होती है आइए हम उस को x 0 कहते हैं जहां x इस तरफ बदलता है ठीक है इसका मतलब है कि प्लेट के साथ यह बदलता रहता है और y वास्तव में वॉल की लंबवत दिशा है तो x 0 पर आप पता लगा सकते हैं कि प्रेशर आपके वेपर प्रेशर के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ हमारे पास कोई लिक्विड नहीं है तो जाहिर है प्रेशर आपके Pvo के बराबर होगा ठीक है अगला इस स्थिति में क्योंकि आपके पास कोई फिल्म लिक्विड फिल्म नहीं है तो जाहिर है कि वेलोसिटी भी 0 होगी तो हम लिख सकते हैं कि uv vv और wv सभी 0 के बराबर हैं ठीक है और इस क्षेत्र का टेम्परेचर स्पष्ट रूप से आपके इनफाइनाईट टेम्परेचर या बल्क टेम्परेचर के बराबर होगा यदि आप अभी वेपर के मोमेंटम समीकरणों को लिखने का प्रयास करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास सभी u0 हैं तो आप पाएंगे कि केवल प्रेशर पद और ब्योयांसी पद शेष है इसलिए हम लिख सकते हैं तो एक बार जब आप इसे इंटेग्रट कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां हमने इंटीग्रेशन मानदंड के रूप में का उपयोग किया है तो बाउंड्री कंडीशन है इसलिए यदि हम का सामान्य रूप लेते हैं तो यहाँ हमें मिलता है दिलचस्प रूप से आप यहाँ पर देखते हैं जो कि बहुत ही छोटा मान है कम से कम पानी के मामले में तो हम क्या कर सकते हैं हम इस पद को नगण्य कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इस क्षेत्र में वेपर का प्रेशर कमोबेश बराबर होगा हम लिख सकते हैं कि वेपर का प्रेशर कमोबेश आपके के बराबर है ठीक है इसलिए हम आपके संगत सैचुरेशन प्रेशर पर टेम्परेचर Tsat लिख सकते हैं जो वास्तव में के अनुरूप आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है जो एक बार फिर पर आपके Tsat के बराबर है क्योंकि हमें अभी पता चला है ठीक है तो और इस 𝜌v को बहुत छोटा मानने के लिए लिमिटिंग कंडीशन है हम पर लिख सकते हैं ठीक है आगे चलकर लिक्विड की ओर से देखने का प्रयास करते हैं लेकिन लिक्विड की ओर जाने से पहले इंटरफ़ेस को देखते हैं ठीक है तो यहां हम लिक्विड फिल्म और वेपर के बीच इंटरफेस कि बात कर रहे हैं तो हमने जो लिया है हमने इंटरफेस में एक छोटा सा क्षेत्र लिया है तो यह वह छोटा क्षेत्र है जिसे आप l और g देखते हैं ठीक है फिल्म में इस तरफ लिक्विड है और बल्क में गैस है ठीक है तो अगर हम पहले मास फ्लो रेट का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो ठीक है लिक्विड फिल्म के लिए मास फ्लो रेट अतः मास फ्लो रेट को के रूप में लिखा जा सकता है यहाँ यह वास्तव में इंटरफ़ेस की नॉर्मल डायरेक्शनल वेलोसिटी है तो यहां अगर आपको इसका नॉर्मल पता चलता है ताकि डायरेक्शनल वेलोसिटी यहाँ पर वर्णन में आ रहा होगा ठीक है तो यह वास्तव में l के बराबर है और यह वास्तव में वेपर के लिए है तो यह दोनों समान होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि गैस से जो भी द्रव्यमान खो जाएगा वो लिक्विड पक्ष में जमा होने वाला है ठीक है तो मास बैलेंस करने के बाद हम एनर्जी बैलेंस पर चलते हैं इसलिए यदि आप इस इंटरफ़ेस में एनर्जी बैलेंस के लिए जाते हैं तो हम लिक्विड के लिए लिख सकते हैं तो यह लिक्विड के लिए आपकी एन्थैल्पी के अलावा और कुछ नहीं है लिक्विड के लिए वेलोसिटी है ठीक है तो यहाँ आपने काइनेटिक एनर्जी भाग को यहाँ जोड़ दिया है ठीक है और दूसरी ओर वेपर के लिए हम लिख सकते हैं जो वेपर के लिए एन्थैल्पी है इसके साथ ही हम हीट ट्रांसफर और वर्क डन थर्मोडायनिमिक्स के पहले नियम के अनुसार निकाल पाएंगे तो आपके पास है लेकिन जाहिर है इस मामले में हमारे पास कोई नहीं है तो हम इसे 0 बना सकते हैं ठीक है इसे रद्द किया जा सकता है और आसानी से इस Q को अब इस Q के रूप में लिखा जा सकता है Q हीट ट्रांसफर होगा अब हीट ट्रांसफर लिक्विड के कंडक्शन और गैस के कंडक्शन पर निर्भर करेगा ठीक है तो लिक्विड के लिए कंडक्शन यदि आप लिखेंगे तो वह होगा अब यह n एक बार फिर नॉर्मल दिशा है ठीक है सभी गुण जो मैं l के लिए ले रहा हूँ जिसका अर्थ है लिक्विड तो इसका मतलब है कि यह होगा ठीक है और यहाँ वेपर के लिए हमें मिल रहा है अब आप देखते हैं कि वे विपरीत चिन्ह के साथ हैं क्योंकि एक वास्तव में हीट को ग्रहण कर रहा होगा और दूसरा वास्तव में हीट का त्याग कर रहा होगा ठीक है तो Q को हम लिक्विड और वेपर दोनों में कंडक्शन हीट के योग के रूप में लिख सकते हैं ठीक है अब यदि हम इस Q और W को इस समीकरण में रखते हैं तो अंततः हमें इस तरह का समीकरण प्राप्त होगा यहाँ मैंने कन्टीन्युटी समीकरण से ṁ मान भी रखा है तो मैंने लिखा है तो यह वास्तव में आपके नॉर्मल दिशा में वेलोसिटी के अलावा और कुछ नहीं है इस जगह मैंने इस को से गुणा करके लिखा है जो एक बार फिर से गैसीय मास फ्लो रेट के बराबर है याद रखें कि हमने यहां क्या किया है चूंकि यह l और v लिमिटेड कंडीशन में लिक्विड और वेपर के लिए हैं हम लिख सकते हैं कि इंटरफ़ेस पर है तो यहाँ ये दोनों l और v को हमने int के रूप में लिखा है यह लिक्विड में मास ट्रांसफर का प्रतीक है ठीक है तो यह गैसीय पक्ष से मास ट्रांसफर के लिए होगा जिसे से गुणा किया जाएगा और दूसरी तरफ हम कंडक्शन वाला हिस्सा ले रहे हैं अब कंडक्शन वाले हिस्से में भी देखें जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि यह कंडक्शन वास्तव में 2 कंडक्शन का योग है तो लिक्विड साईड और वेपर साईड लेकिन हम जानते हैं कि वेपर साईड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड की तुलना में बहुत कम होगी तो इस पद को वास्तव में हम हटा सकते हैं और इस q को केवल लिक्विड साईड के लिए के रूप में लिखा जा सकता है तो उस पद को हमने यहाँ q के रूप में रखा है ठीक है तो अगर हम इस समीकरण को देखते हैं तो और इस पहले पद को दायीं से बायीं ओर ले जाएं तो मैं लिख सकता हूं कि ये के रूप में आ रहा है ठीक है क्यों क्योंकि यह इंटरफ़ेस पर लिमिटिंग कंडीशन है और इंटरफ़ेस पर हम पहले ही दिखा चुके हैं कि वेलोसिटी में कोई अनिरंतरता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके के बराबर होगा तो वह भाग हट जाएगा और उसमें शेष रहेगा जो के अलावा और कुछ नहीं है ठीक है तो हम इस तरफ कंडक्शन प्राप्त करते हैं और यहां इस तरफ हम आपके के साथ शामिल कन्डेंसेशन हीट ट्रांसफर को प्राप्त करते हैं ठीक है आगे आइए देखें कि इस इंटरफेसियल स्थिति के बाद लिक्विड के लिए क्या होता है इसलिए हमने फॉलिंग लिक्विड फिल्म अवधारणाओं को लिया है तो फॉलिंग लिक्विड फिल्म अवधारणाओं में हमने यहां कंटीन्यूटी x मोमेंटम और y मोमेंटम समीकरणों को क्रमशः लिखा है ठीक है तो ये आपके फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहे हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते हैं और यहां जैसा कि हमने पहले ही दिखाया है कि वेपर साईड के लिए होगा जिसका ध्यान आप भी रख रहे होंगे क्योंकि यह हम पहले ही गैसीय फेज के लिए मोमेंटम समीकरण साईड दिखा चुके है और यदि आप लिक्विड में एनर्जी समीकरण लिखते हैं तो बाएं पक्ष में आपके पास कन्वेक्शन हैं और दाहिने पक्ष में आपके पास कंडक्शन है ठीक है समीकरणों की इस संख्या को कम करने के लिए आप यहां देख रहे हैं कि हमारे पास कम से कम 1 2 3 4 समीकरण हैं तो ये 4 समीकरण यदि आप डिपेंडेंस की संख्या को कम करने का प्रयास करते हैं तो क्या करेंगे हमने कुछ अप्प्रोक्सिमेशंस लिए हैं तो पहला अप्प्रोक्सिमेशन जो आप लेते हैं उसे नसेल्ट एनालिसिस कहा जाता है तो नसेल्ट ने इसे प्रस्तावित किया है जिसमें उन्होंने माना है कि लिक्विड में लेमिनार फ्लो है उन्होंने लिक्विड के फ्लो को स्टेडी माना है उन्होंने माना है कि लिक्विड में अपरिवर्तनशील गुण है मोमेंटम का नगण्य स्ट्रीम वाइज डिफ्यूजन तो मोमेंटम के नगण्य स्ट्रीम वाइज डिफ्यूजन का मतलब आपके समीकरण में 0 है क्योंकि x स्ट्रीम की दिशा है तो वह भाग 0 है ठीक है स्ट्रीम वाइज डिफ्यूजन 0 है इसी तरह हीट का स्ट्रीम वाइज डिफ्यूजन तो आपका एनर्जी समीकरण आपको पता चल जाएगा कि यह भी 0 होने जा रहा है ठीक है और नगण्य इनर्शिया और कन्वेक्शन पद इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कन्वेक्शन इनर्शिया यदि आप बाएं पक्ष में सभी को नगण्य करते हैं तो एनर्जी x मोमेंटम समीकरण और एनर्जी समीकरण में 0 कर दिया जाएगा ठीक है तो समीकरण के हमारे सेट बहुत सरल हो जाते हैं तो यह x मोमेंटम समीकरण से आता है 0 हमने पहले ही इस इनर्शिया को हटा दिया है तो 0 यह कहाँ से आ रहा है वास्तव में आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर हैं तो हमारे पास है यहाँ पर तो हम इसे इस समीकरण से यहाँ पर रखते हैं का मान प्राप्त हो रहा होगा तो वह पद यहाँ पर आ रहा होगा मोमेंटम समीकरण में केवल क्रॉस वाइज डिफ्यूजन पद शेष है और एनर्जी समीकरण से हमें बहुत सरलीकृत रूप में मिलता है क्योंकि एनर्जी समीकरण में स्ट्रीम वाइज डिफ्यूजन और आपके कन्वेक्शन को नसेल्ट एनालिसिस के अनुसार नगण्य किया गया है ठीक है आइए बाउंड्री कंडीशंस देखे अब तो A पर y 0 अर्थात सतह पर स्पष्ट रूप से वेलोसिटी 0 होगी और टेम्परेचर Tw होगा जो कि वाल का टेम्परेचर है या आप इसे सतह का टेम्परेचर कह सकते हैं ठीक है अब इंटरफ़ेस पर जो कि y के अलावा और कुछ नहीं है यह पता लगाएंगे कि वेलोसिटी का कोई स्लोप नहीं है क्योंकि उस पर वेलोसिटी निरंतर है तो साथ ही हमें पता चलता है कि वहां फेज में परिवर्तन हो रहा है इसलिए टेम्परेचर वास्तव में आपके सैचुरेशन टेम्परेचर के बराबर होगा तो इसलिए यदि अब हम आपके मोमेंटम समीकरण और एनर्जी समीकरण को इंटेग्रेट करते हैं तो ये नसेल्ट एनालिसिस के आधार पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यदि हम इस बाउंड्री कंडीशन के साथ इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको मोमेंटम समीकरण के इंटीग्रेशन से u पता चलता है जो है हमारे पास बहुत सरल इंटीग्रेशन है और हमें बाउंड्री कंडीशन के रूप में y 0 u 0 लेना होगा ठीक है तो हम इस तरह से लिक्विड फिल्म वेलोसिटी प्राप्त करते हैं और एनर्जी समीकरण बहुत सरल है तो अगर हम 2 बार इस समीकरण के लिए इंटीग्रेशन करते हैं और साथ में y 0 बाउंड्री कंडीशन लेते है हमें टेम्परेचर प्रोफ़ाइल के लिए सीधे समाधान मिलता है ठीक है तो आप इसकी प्रकृति को देखते हैं यदि आप देखते हैं तो हमने आपको यहां दिखाया है तो यह y वर्सेज u है जो पैराबोलिक प्रकृति है तो यह एक पैराबोलिक प्रकृति है और t वर्सेज y के लिए जो वास्तव में एक लीनियर प्रकृति है तो आप देखते हैं कि यहाँ पर लीनियर प्रकृति है हमने देखा है ठीक है आगे आइए यह पता लगाने का प्रयास करें कि कन्डेंसेट रेट कैसे प्राप्त की जा सकती है तो यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि कन्डेंसेट रेट से है ठीक है हमने पहले ही पता है कि y क्या है तो चलिए उस y को यहाँ रख देते हैं या y जो मैंने u में दिखाया है मैंने आपको पिछली स्लाइड लिक्विड फिल्म वेलोसिटी में दिखाया है तो आइए हम इस समीकरण को इंटीग्रेशन में यहाँ पर रखें तो अगर मैं इसे यहां रखता हूं और इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे मिलता है स्पष्ट रूप से 0 से डेल्टा तक की लिमिट के साथ क्योंकि फिल्म कंडेनसेशन सिर्फ फिल्म थिकनेस के अंदर ही होगा तो ठीक है तो यह कन्डेंसेट रेट है कंडेनसेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है और अगर आप लिक्विड फिल्म में मास बैलेंस एनर्जी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो मैं लिख रहा हूं यदि आपको यह याद है तो आप पहले ही इसे इंटरफ़ेस के लिए बता चुके हैं हमें वह मिला वास्तव में था और इंटरफ़ेस ठीक है तो वही समीकरण जो आप यहाँ उपयोग कर रहे हैं ठीक है अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यदि आप यहाँ देखते हैं तो dA वास्तव में dx है इसलिए यह क्षेत्रफल है तो यह आयत है यदि आप देखते हैं कि यह आयत वास्तव में आपको फिल्म का हीट फ्लक्स दे रही है तो आपको पता चल जाएगा कि dA वास्तव में dx×1 है हमने इस दिशा में यूनिटरी दिशाओं पर विचार किया है z दिशा तो आप dA mdx लिख सकते हैं तो अगर मैं इस को यहाँ रख दूँ एक बार फिर नॉर्मल दिशा y दिशा होगी मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि होगा और इसे के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है तो अगर मैं इन सभी चीजों को यहाँ रख दूँ तो होगा और dAdx को मिल रहा होगा ठीक है तो हम एक बार फिर क्या कर सकते हैं m हमें यहाँ मिलता है तो अगर मैं m का डेरिवेटिव बना देता हूं और इसे इस समीकरण में यहां रखता हूं तो मुझे यह समीकरण मिल जाएगा जो आप इस समीकरण में देखते हैं कि बाएं पक्ष में हमारा x का डेरिवेटिव हैं और दाहिने पक्ष में हम डेल्टा का डेरिवेटिव देख रहे हैं तो हम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं ठीक है तो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या हम 0 से x तक इंटीग्रेट करते हैं ठीक है तब हमें पता चलेगा कि यह डेल्टा 4 की घात 4 बन रहा है और दाहिने पक्ष में हमारे पास है अब हमें A का पता लगाने के लिए बाउंड्री कंडीशन की आवश्यकता है तो हमें बाउंड्री कंडीशन की आवश्यकता है जिसका अर्थ है कि हम जानते हैं कि अग्रणी किनारे पर x 0 डेल्टा 0 है तो हमें वह मान A 0 मिलता है ठीक है अंत में डेल्टा निकला ठीक है इसलिए यदि आप इसे थोड़ा सा पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आप पाएंगे कि यह 2 नॉन डायमेंशनल नंबर्स के बीच के अनुपात है एक को जैकब नंबर कहा जाता है दूसरे को रेले नंबर कहा जाता है और हम फिल्म रेले नंबर को जैकब नंबर बाई रेले नंबर के रूप में परिभाषित करते हैं तब हम यह प्राप्त कर सकते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सम्बन्ध है अगर मैं फिल्म रेले नंबर का पता लगा सकता हूं तो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है ठीक है तो इस व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करते है तो हमने क्या किया है हमने ड्रॉप वाइज और फिल्मवाइज कंडेनसेशन के बीच बुनियादी अंतरों का वर्णन किया है और वे कहाँ होते हैं उन चीजों पर भी हमने चर्चा की है हमने ड्राप वाइज कंडेनसेशन के मामले में ड्रॉपलेट के विकास और घटने के क्रियाविधि पर चर्चा की है हमने ऊर्ध्वाधर सतह पर फिल्म वाइज कंडेनसेशन के मामले में फिल्म अक्मुलेशन रेट का पूर्वानुमान किया है और हमने एक ऊर्ध्वाधर सतह पर फिल्म प्रोफ़ाइल का पता लगाने के लिए मास मोमेंटम और एनर्जी समीकरण को बैलेंस किया है ठीक है तो आइए हम आपकी समझ का परीक्षण करें इसलिए हम यहां एक बार फिर से 3 प्रश्न कर रहे हैं पहला प्रश्न कंडेनसेशन के लिए आवश्यक कंडीशन आपके पास 4 विकल्प है भाग a भाग b भाग c केल्विन और भाग d ट्रिपल पॉइंट ठीक है मुझे लगता है कि हम सभी इसका उत्तर जानते हैं कि उत्तर भाग a होगा जहां सतह के टेम्परेचर को आपके सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होना चाहिए ठीक है दूसरा प्रश्न इस प्रकार है नसेल्ट एनालिसिस के लिए आवश्यक धारणा हमने आज आपको धारणाएं दी हैं तो विकल्प दिए गए है उनमे पहली धारणा हैं वे लामिनार हो सकते हैं दूसरी धारणा है इनर्शिया और कन्वेक्शन की नगण्यता तीसरी धारणा ब्योयांसी की नगण्यता और चौथी धारणा है क्रॉसवाइज डिफ्यूज़न ऑफ़ मोमेंटम की नगण्यता ठीक है तो सही उत्तर स्पष्ट रूप से भाग a और भाग b होगा क्योंकि हम स्ट्रीम वाइज डिफ्यूज़न को नगण्य करते हैं और हम और हम ब्योयांसी को नगण्य नहीं करेंगे अन्यथा g वर्णन में नहीं आएगा ठीक है आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न कंडेनसेट रेट के किसके समानुपाती होता है बहुत ही सरल है मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था तो कंडेनसेट रेट m डॉट किसके समानुपाती होगा 4 विकल्प है आपके पास भाग a भाग b और भाग c है और भाग d है यहाँ फिल्म की मोटाई है तो सही उत्तर है पिछली स्लाइड में हमने देखा तो इसी के साथ हम इस व्याख्यान को समाप्त करेंगे धन्यवाद